पुर्लिन्स मूल रूप से एक फ्लेक्सुरल मेम्बर हैं जिसमें ट्रांस्वर्स लोड चित्र में आता है पुर्लिन्स के मामले में दोनों एक्सिस से मोमेंट चित्र में आते हैं परिणामस्वरूप पुर्लिन्स को बायएक्सिस मोमेंट द्वारा डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है इसलिए हमें दोनों एक्सिस के खिलाफ दोनों माध्यमों में बेन्डिंग मोमेंट की कैपेसिटी को चेक करने की आवश्यकता है और फिर हमें इंटरैक्शन फॉर्मूला को चेक करना होगा ताकि पुर्लिन्स को डिज़ाइन किया जा सके और ये पुर्लिन्स मूल रूप से रूफ की संरचना में ट्रांस मेम्बर्स को रूफ सीड और अन्य सामग्री का सपोर्ट करने के लिए जोड़ते हैं और इन पुर्लिन्स को बाद में रखा जाता है मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि अगर यह रूफ का ट्रस है तो हम देख सकते हैं कि ट्रस इस पुर्लिन्स मेम्बर के साथ जुड़े हुए हैं ये पुर्लिन्स मेम्बर हैं और इन पुर्लिन्स मेम्बर्स को बाद में रखा जाता है इस मेम्बर को राफ्टर कहा जाता है और दो पुर्लिन के बीच दो ट्रस मेम्बर पुर्लिन जुड़े हुए हैं और यदि आप देखते हैं कि ये पुर्लिन एक झुकाव वाले साधनों में हैं तो उन्हें एक झुकी हुई स्थिति में रखा गया है और ये पुर्लिन सेक्शन मूल रूप से इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह चैनल सेक्शन या एंगल सेक्शन है क्योंकि लोड काफी कम है और परिणामस्वरूप हम आम तौर पर चैनल या एंगल सेक्शन जैसे कुछ हल्का सेक्शन प्रदान करते हैं कभी कभी हम I सेक्शन का भी उपयोग करते हैं अब हम देखेंगे कि चैनल सेक्शन को कैसे रखा जाए या एंगल सेक्शनस को एक झुकी हुई रूफ में कैसे रखा जाए जो हम देखेंगे कि रेकोम्मेंडेड कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है तो अब अगर यह राफ्टर इस तरह से है जो झुक गया है तो कहें कि यह एंड सेक्शन है मान लीजिए कि हमारे पास I सेक्शन है तो अगर हम चैनल सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरह से रिवर्स तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं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 तब हम राफ्टर और पुर्लिन्स के बीच संबंध बना सकते हैं और अगर हम उदाहरण के लिए एंगल सेक्शन का उपयोग करते हैं तो एंगल सेक्शन को इस तरह रखा जाना चाहिए जैसे कि इस एंगल सेक्शन को इस तरह रखा जाना चाहिए जहाँ इसे दूसरे एंगल के साथ राफ्टर से जोड़ा जाएगा ठीक हैं तो जिसे क्लीट एंगल कहा जाता है इसलिए इसे क्लीट एंगल कहा जाता है और यह राफ्टर है यह पुर्लिन्स है और लोड आ रहा है एक लोड है जो रूफ पर हवा का लोड है इसलिए हवा का लोड हम मानते हैं कि यह रूफ के लिए सामान्य है यह कार्य करता है हवा का लोड रूफ पर सामान्य कार्य करता है और सेल्फ लोड और स्नो लोड या अन्य प्रकार के लोड के कारण गुरुत्वाकर्षण लोड वर्टिकली नीचे की ओर कार्य कर रहा है ठीक है तो यह एक लोड है और यह दूसरा लोड है तो यह कहा जाता है कि H डैश हवा का लोड है जो कि पुर्लिन्स की एक्सिस के लंबवत आ रहा है और वर्टीकल लोड जो डेड लोड और अन्य स्नो लोड और अन्य लोड धूल लोड इत्यादि के कारण होता है ताकि वर्टिकली नीचे की ओर कहें कि हम P डैश के रूप में लिख सकते हैं ठीक है और इसे हम u u एक्सिस के रूप में उपयोग कर सकते हैं और इसे हम डायरेक्शन के साथ उपयोग कर सकते हैं जैसे कि यह v v एक्सिस है ठीक है यह v v है और वास्तव में यह इस v v एक्सिस के cg के माध्यम से जाएगा ठीक है इसी तरह यहाँ यह कुछ इस तरह होगा जैसे यहाँ यह u u और v v इसी तरह I सेक्शन भी हम I सेक्शन प्रदान कर सकते हैं शायद हम इस तरह प्रदान कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह एक I सेक्शन है जिसे हम प्रदान कर सकते हैं जहां u u एक्सिस यह होगा और v v एक्सिस यह होगा और I सेक्शन के मामले में एंगल का मतलब होगा बशर्ते क्लैट एंगल पैकिंग की मदद से प्रदान किए जाएंगे उदाहरण के लिए हम इसे इस तरह प्रदान कर सकते हैं और यह पैकिंग होगी इसे पैकिंग कहा जाता है और हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं तो यह पुर्लिन्स के लिए रेकोम्मेंड कॉन्फ़िगरेशन है और जैसा कि मैंने बताया कि हम रिवर्स डायरेक्शन आम तौर पर रेकोम्मेंडेड नहीं करते हैं अब पुर्लिन्स डिजाइन के लिए हमें यह जानना होगा कि चित्र में लोड क्या आ रहा है इसलिए यदि हम एक उदाहरण के लिए चैनल सेक्शन के लिए देखते हैं यदि हम यहां देखते हैं कि लोड मूल रूप से दो प्रकार का है एक हवा का लोड है जो रूफ के लंबवत कार्य कर रहा है तो हम मानते हैं कि हवाएं रूफ के लंबवत कार्य कर रही हैं H डैश और दूसरा वर्टिकली कार्य कर रहा है नीचे की ओर लंबवत नीचे की ओर है जो सेल्फ वेट डेड लोड स्नो लोड आदि के कारण है यह P डैश है ठीक है तो पुर्लिन्स माना जाता है कि इसका मतलब है कि कोडल प्रावधान कहता है कि हमें पुर्लिन्स को एक सतत बीम के रूप में डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि पुर्लिन्स ट्रस मेम्बर्स को अलग अलग जगहों पर जोड़ा जाता है और इसे निरंतर बीम के रूप में माना जाता है तो मोमेंट की गणना P डैश बाय P डैश L बाय 10 के रूप में की जा सकती है जहां P डैश v v डायरेक्शन के साथ अभिनय करने वाला गुरुत्वाकर्षण लोड है इसका मतलब है कि यह v v है ठीक है और यह u u है इसलिए P डैश v v एक्सिस के साथ अभिनय करने वाला गुरुत्वाकर्षण लोड है और जिसमें पुर्लिन्स के शीटिंग सेल्फ वेट लाइव लोड और स्नो लोड शामिल हैं ठीक है तो M हम उस मोमेंट कर सकते हैं जब हम P डैश L बाय 10 के रूप में गणना कर सकते हैं जहां P डैश को हवा के कारण हॉरिजॉन्टल लोड के रूप में लिखा जा सकता है और P कोस थीटा क्योंकि अगर यह थीटा है तो झुकाव का यह एंगल थीटा है तो हम इस वैल्यू को थीटा के रूप में कंसीडर कर सकते हैं तो P डैश की वैल्यू इतना हो जाएगा सॉरी यह P है तो H प्लस P कोस थीटा इसी तरह मैं H डैश की वैल्यू को P साइन थीटा के रूप में लिख सकता हूं यह मूल रूप से u u एक्सिस के साथ है इसलिए यह u u एक्सिस के साथ होगा और यह v v एक्सिस के साथ होगा ठीक हैं तो हम P डैश को H प्लस P कोस थीटा के रूप में और H डैश को P साइन थीटा के रूप में निकाल सकते हैं इसलिए हम Mu को P डैश L बाय 10 और Mv को H डैश Lबाय 10 लिख सकते हैं ठीक हैं तो यहां P डैश मूल रूप से केंद्र में केंद्रित लोड है या हम उस P डैश इनटू L में लिख सकते हैं जिसका मतलब है कि L कुल लोड में समान रूप से वितरित लोड है इसलिए P डैश कुल लोड है जिसे हम P डैश Lके रूप में भी बता सकते हैं इसी तरह H डैश कुल लोड है जिसे P साइन थीटा के रूप में भी लिखा जा सकता है जिसका अर्थ है इनटू L यदि P समान रूप से वितरित लोड है इसलिए हम Mu को भी लिख सकते हैं क्योंकि H प्लस P P समान रूप से वितरित लोड है P कॉस थीटा इनटू l स्क्वायर बाय 10 और Mv बराबर P साइन थीटा इनटू l स्क्वायर बाय 10 है ठीक है या मैं H प्लस लिख सकता हूं इसका मतलब है कि यह केंद्रित लोड है तो मैं कुल लोड को l बाय 10 लिख सकता हूं इसलिए इस तरह हम u u और v v डायरेक्शन के साथ मेम्बर पर अभिनय करने वाले मोमेंट का पता लगा सकते हैं और बायएक्सिस मोमेंट के लिए हमें इस इंटरैक्शन फॉर्मूला को चेक करने की आवश्यकता है जो कि Mu द्वारा Mu प्लस Mv बाय Mdv 1 के बराबर से कम होना चाहिए जहां Mdu y y एक्सिस के बारे में डिजाइन बेन्डिंग मोमेंट है और Mdv v v एक्सिस के बारे में डिजाइन बेन्डिंग मोमेंट है तो एक बार जब हम u u एक्सिस और v v एक्सिस के बारे में डिज़ाइन बेन्डिंग मोमेंट की गणना करते हैं तो मैं इंटरैक्शन फॉर्मूला निकाल सकता हूं और जिसे 1 से कम होना चाहिए अब प्रश्न यह है कि पुर्लिन्स मेम्बर के प्रारंभिक सेक्शन आकार का पता कैसे लगाया जाए क्योंकि पुर्लिन्स कार्य करने जा रहा है क्योंकि पुर्लिन्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूप से लोड का सामना करने वाला है और इसके कारण बेन्डिंग मोमेंट दोनों डायरेक्शनस में चित्र में आ जाएगा u u एक्सिस और v v एक्सिस ठीक हैं तो अब हमें डिज़ाइन शुरू करने के लिए कुछ निश्चित सेक्शन आकार का पता लगाना होगा और हम नहीं जानते कि सेक्शन आकार चयन का आधार क्या होना चाहिए तो यहाँ 1992 में Galord et al Galord ने एक फार्मूला बनाया है जहाँ हम प्लास्टिक सेक्शन मॉडूलस Zpz को Mz बाय fy बाय गामा m0 प्लस My बाय fy बाय गामा m0 इनटू 25 इनटू d बाय bf का पता लगा सकते हैं तो सेक्शन के लिए आवश्यक अनुमानित सेक्शन मॉडूलस की गणना इस फार्मूला से की जा सकती है जिसे 1992 में Galord et al द्वारा सुझाया गया है इसलिए यहाँ Mz मूल रूप से z z एक्सिस के बारे में तथ्यात्मक बेन्डिंग मोमेंट है और My y y एक्सिस के बारे में तथ्यात्मक बेन्डिंग मोमेंट है और fy सामग्री का यील्ड स्ट्रेस है और d सेक्शन की गहराई है और bf सेक्शन की चौड़ाई है तो इस को कंसीडर करके मैं Zpz का पता लगा सकता हूं अब फिर से यहाँ आप देखते हैं कि अगर हमें सेक्शन का आकार नहीं पता है तो हम d और bf भी नहीं जानते हैं ठीक है फिर से अगर हमें d और bf को जानना है यानी हमें सेक्शन का आकार जानना है तो यहाँ यह एक मुश्किल है कि मैं Zpz का पता कैसे लगा सकता हूँ जब तक कि मैं सेक्शन आकार नहीं जानता मैं d और bf की वैल्यू नहीं जान सकता और यदि मुझे d और bf नहीं पता है तो मैं अनुमानित सेक्शन का आकार पता लगाने के लिए Zpz का पता नहीं लगा सकता तो हम क्या कर सकते हैं हम प्रारंभिक ओर कुछ d और bf मान सकते हैं और हम निर्मित सेक्शन के लिए जानते हैं रोल्ड सेक्शन के लिए सॉरी अनुमानित bf और d और bf रेश्यो क्या है या तो हम शुरू करने के लिए कुछ रेश्यो को कंसीडर कर सकते हैं और हम Zpz की वैल्यू का पता लगा सकते हैं या हम कुछ d और bf की वैल्यू मान सकते हैं और फिर उसके आधार पर हम Zpz की वैल्यू का पता लगा सकते हैं और एक बार जब हम Zpz की वैल्यू का पता लगा लेते हैं तो हम एक विशेष सेक्शन जैसे चैनल सेक्शन या I सेक्शन का पता लगा सकते हैं या एंगल सेक्शन या जो कुछ भी हमें चाहिए और उसका आकार इसलिए एक बार जब हम सेक्शन के आकार को जान लेते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि d क्या है और bf क्या है तो यह जानने के बाद d और bf हम पता लगा सकते हैं कि Zpz की वास्तविक आवश्यकता क्या है और क्या यह संतुष्ट है या नहीं ठीक है तो इस तरह से हम चीजों को शुरू कर सकते हैं और यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हम स्टेप्स माध्यम से जाते हैं जो हमें सेक्शन के डिजाइन के लिए चाहिए उदाहरण के लिए कहें कि चैनल सेक्शन या I सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए एंगल सेक्शन के लिए डिज़ाइन प्रक्रिया अलग है इसलिए पहले हम चैनल सेक्शन या I सेक्शन की डिज़ाइन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे और चैनल या I सेक्शन के मामले में हम क्या शुरू कर सकते हैं पता चल जाएगा कि पुर्लिन्स की अवधि की लंबाई क्या है ठीक है तो एक बार जब हम आसन्न ट्रस के केंद्र से केंद्र की दूरी की अवधि की लंबाई जानते हैं तो मैं गुरुत्वाकर्षण लोड को पुर्लिन्स P और हवा लोड H पर अभिनय करने वाले कुल गुरुत्वाकर्षण लोड का पता लगा सकता हूं जिसे हम गणना कर सकते हैं ठीक है और इस लोड के घटकों को शीटिंग के समानांतर और लंबवत डायरेक्शन में निर्धारित किया जाता है ताकि u u के साथ और v v एक्सिस के साथ हम लोड निर्धारित कर सकें और ये लोड मूल रूप से सर्विस लोड हैं इन्हें पता लगाने के लिए आंशिक सुरक्षा फैक्टर से गुणा किया जाता है फैक्टर लोड जो फैक्टर लोड का पता लगाने के लिए फैक्टर लोड हम विभिन्न लोड संयोजन के लिए कोड की टेबल 4 में लोड फैक्टर का पता लगा सकते हैं तो u u और v v डायरेक्शन के साथ फैक्टर लोड को निकालने के बाद जिसका अर्थ है कि रूफ के समानांतर और रूफ के लंबवत एक बार जब हम फैक्टर लोड का पता लगा लेते हैं तो मैं अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट का पता लगा सकता हूं जो कि पता लगाया जा सकता है कि P डैश L बाय 10 या P डैश L स्क्वायर बाय 10 ठीक हैं तो अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट Mz या यहाँ हम Muu कहेंगे और इसी तरह हम My या Mvv का पता लगा सकते हैं जिसे हम यहाँ Mvv कहते हैं और इसी तरह अधिकतम शियर फ़ोर्स Fz और Fy ठीक हैं इतना अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट विभिन्न डायरेक्शनस में शियर फ़ोर्स का हम पता लगा सकते हैं उसके बाद हम आवश्यक अनुमानित सेक्शन मॉडूलस का पता लगा सकते हैं जो कि Zp आवश्यक है जिसकी गणना इस फार्मूला से की जाएगी जिसे 1992 में गैलॉर्ड द्वारा सुझाया गया था जो कि Mz गामा m0 बाय fy प्लस My गामा m0 बाय fy इनटू 25 इनटू d बाय bf है जहां My हम y y एक्सिस के बारे में तथ्यात्मक बेन्डिंग मोमेंट को जानते हैं इसी तरह Mz z z एक्सिस के बारे में तथ्यात्मक बेन्डिंग मोमेंट है fy यील्ड स्ट्रेस है गामा m0 उस सामग्री के लिए आंशिक सुरक्षा फैक्टर है जिसे हम आम तौर पर 11 लेते हैं और d ट्रायल सेक्शन की गहराई है और bf ट्रायल सेक्शन की चौड़ाई है और मैंने कहा है कि Zp की आवश्यकता का पता लगाने के लिए हमें कुछ d और bf की वैल्यू लेना होगा क्योंकि यहाँ अज्ञात यह और साथ ही है इसलिए जब तक हम कुछ चीजों को नहीं मानते हैं तब तक हम आवश्यक Zp का पता नहीं लगा सकते हैं इसलिए हम प्रारंभिक रूप से कुछ d और bf वैल्यू लेते हैं और फिर हम आवश्यक अनुमानित प्लास्टिक सेक्शन मॉडूलस का पता लगाएंगे ठीक है और फिर अगले स्टेप में हम आवश्यक Zpz के आधार पर कुछ सेक्शन आकार ग्रहण करेंगे और फिर हम सेक्शन को टेबल 2 के अनुसार वर्गीकृत करते हैं चाहे वह प्लास्टिक हो या कॉम्पैक्ट या सेमी कॉम्पैक्ट उसके अनुसार हमें तब डिज़ाइन करना होगा ठीक है तो एक बार जब हम इसे निकाल लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम सेक्शन की शियर कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं Vdy और Vdz ठीक है तो Vdy fy बाय रूट 3 गामा m0 इनटू Avy होगा और Vdz fy बाय रूट 3 गामा m0 इनटू Avz होगा क्योंकि यहां डिज़ाइन शीयर स्ट्रेंथ की गणना दोनों दिशाओं के लिए की जानी है जिसका अर्थ है कि यहां हमें गणना करनी है और यहां हमें यह Vdz की गणना करनी है और यह इस डायरेक्शन में Vdy है ठीक है और शियर कैपेसिटी की गणना के लिए हमें उस एरिया के वेब एरिया की गणना करने की आवश्यकता है जो कि Avz और Avy है Avz D इनटू tw होगा यानी गहराई अगर यह गहराई है और यदि यह वेब की मोटाई है तो D इनटू tw होगा Avz क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ z z डायरेक्शन और Avy क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ y y डायरेक्शन है जो bf इनटू tf इनटू 2 है यह एरिया bf इनटू tf है और 2 साइड में यह है इसलिए Avy की गणना Avy के रूप में 2 इनटू bf इनटू tf के रूप में की जाएगी जहां bf फ्लैंज की चौड़ाई है tf फ्लैंज की मोटाई है tw वेब की मोटाई है और D सेक्शन की ऊंचाई है तो इन डाइमेंशन्स से हम Avz और Avy का पता लगा सकते हैं और फिर हम Z एक्सिस और Y एक्सिस में सेक्शन की शियर कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं एक बार यह हो जाने के बाद हम अब दोनों डायरेक्शन में डिज़ाइन कैपेसिटी का पता लगा सकते हैं z z डायरेक्शन के बारे में डिज़ाइन कैपेसिटी Mdz को Zpzfy बाय गामा m0 के रूप में निकाला जा सकता है और इसे 12 इनटू Zezfy बाय गामा m0 से कम या बराबर होना चाहिए इसी तरह y y एक्सिस के बारे में डिजाइन कैपेसिटी को हम Zpyfy बाय गामा m0 के रूप में निकाल सकते हैं और इसे 12 इनटू Zeyfy बाय गामा m0 से कम होना चाहिए तो Mdz और Mdy हम निकालते हैं और यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह Mdy My की वैल्यू या Mu से कम होना चाहिए ठीक है और सॉरी कम होना चाहिए यह My से बड़ा होना चाहिए क्योंकि यह डिज़ाइन कैपेसिटी है और यह बाहरी मोमेंट है इसी तरह Mdz Mz से बड़ा होना चाहिए जो भी मोमेंट आ रहा है ठीक है चेक किया गया है इसका मतलब है कि हमें यह चेक करना होगा कि Mz Mdy से कम है Mdz और My Mdy से कम होना चाहिए अब अगर यह इस मानदंड को पूरा नहीं कर रहा है तो हमें सेक्शन का आकार बढ़ाना होगा और सेक्शन के आकार को फिर से बढ़ाने के बाद हमें उसी अभ्यास से गुजरना होगा जिसका मतलब है कि हमें वही दोहराना होगा और हमें फिर से सेक्शन की डिजाइन कैपेसिटी का पता लगाना होगा शियर और मोमेंट दोनों के लिए ठीक हैं इसलिए जब तक यह इस मानदंड को पूरा नहीं करता है तब तक हमें बढ़ते रहना होगा और यदि संतुष्ट हो तो हम इंटरेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करके स्थानीय कैपेसिटी को चेक करने के लिए जा सकते हैं तो इंटरेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि Mz बाय Mdz प्लस My बाय Mdy 1 से कम या उसके बराबर होना चाहिए क्योंकि बायएक्सिस बेन्डिंग मोमेंट के लिए हमें इंटरैक्शन फॉर्मूला को चेक करना होगा और हमें इस मानदंड को पूरा करना होगा तो अगर यह फिर से अगर हम देखते हैं कि Mz Mdz से कम है और My Mdy से कम है लेकिन यह संतोषजनक नहीं है तो फिर से हमें सेक्शन का आकार बढ़ाना होगा क्योंकि बायएक्सिस बेन्डिंग मोमेंट बायएक्सिस बेन्डिंग मोमेंट के रूप में आ रहा है इसलिए हमें चेक करने की आवश्यकता है इंटरैक्शन फॉर्मूला और हमें इस मानदंड को पूरा करना होगा तो एक बार यह संतोषजनक है तो ठीक है अन्यथा हमें सेक्शन का आकार बढ़ाने की आवश्यकता है और फिर से हमें दोहराना होगा और एक बार यह संतुष्ट हो जाने पर हम स्टेप 9 पर जाएंगे जहां हमें डिफ्लेक्शन को चेक करना होगा और हमें यह चेक करना होगा कि क्या डिफ्लेक्शन अनुमेय सीमा की नीचे है ठीक है तो टेबल 6 के अनुसार हमें यह चेक करना है कि डिफ्लेक्शन अनुमेय सीमा के अंतर्गत है या नहीं और यदि यह ठीक है तो जो सेक्शन हम मानते हैं वह ठीक है अन्यथा हमें फिर से डिजाइन करना होगा तो इस तरह से पुर्लिन्स मेम्बर के लिए चैनल सेक्शन या I सेक्शन को बायएक्सिस बेन्डिंग मोमेंट के तहत डिज़ाइन किया जा सकता है ठीक है और हम स्पष्ट होंगे इसका मतलब यह समझना आसान होगा कि अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से जाते हैं तो उस उदाहरण पर जाने से पहले मैं एंगल सेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा कि एंगल सेक्शन का उपयोग करके एक पुर्लिन्स कैसे डिजाइन किया जाए और एंगल सेक्शन के मामले में हम आम तौर पर कुछ का उपयोग करते हैं एंगल्स का पता लगाने के लिए एम्पिरिकल डायरेक्शनस का अर्थ है एंगल सेक्शन का सेक्शन आकार तो आइए हम उस स्टेप को देखें जिसका उपयोग हम इसके लिए एंगल सेक्शनस के डिजाइन के लिए करते हैं हम इन स्टेप्स का पालन करेंगे पहले हम वर्टीकल और हवा लोड का पता लगाएंगे जो रूफ के ट्रस पर ट्रस मेम्बर पर कार्य कर रहे हैं फिर हम करेंगे इस ट्रस के लिए सामान्य और इस ट्रस के समानांतर वैल्यू निकालते हैं ठीक है अब हवा के लोड को रूफ ट्रस के लिए सामान्य माना जाता है और गुरुत्वाकर्षण लोड वर्टिकली नीचे की ओर होता है फिर हम अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट का पता लगा सकते हैं ठीक है इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह लंबवत लोड एंगल सेक्शन के डिजाइन के लिए भी हम मान रहे हैं कि यह रूफ के ट्रस के लिए सामान्य है ठीक है तो बस हम अनुमानित गणना कर रहे हैं इसलिए लगभग हम यह मान रहे हैं कि सभी लोड रूफ ट्रस के लिए सामान्य हैं इसलिए यदि ऐसा है तो हम Mu की वैल्यू को केवल wL स्क्वायर बाय 10 या WL बाय 10 के रूप में पता लगा सकते हैं ठीक जहां W समान रूप से वितरित लोड है और कैपिटल W केंद्र में केंद्रित लोड है ठीक हैं इसलिए एंगल सेक्शन के लिए अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट की गणना की जा सकती है क्योंकि यह स्माल w इनटू Lस्क्वायर बाय 10 या कैपिटल W इनटू L बाय 10 है जहां स्माल w इनटू L कैपिटल W के बराबर है कुल लोड समान रूप से वितरित लोड के बराबर है जो पुर्लिन्स की लंबाई में है इसलिए एक बार जब हम अधिकतम बेन्डिंग मोमेंट का पता लगा लेते हैं तो हम आवश्यक सेक्शन का पता लगा सकते हैं तो आवश्यक सेक्शन को निकालने के लिए हम इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं जो कोड द्वारा दिया गया है जहां Zp को सेक्शन की आवश्यकता होती है प्लास्टिक मॉड्यूलस प्लास्टिक सेक्शन मॉडूलस M बाय 133 इनटू 066 fy होगा तो Zp की आवश्यकता है हम पता लगा सकते हैं ठीक है फिर हम मान सकते हैं कि निश्चित संबंध का मतलब एंगल सेक्शन की गहराई है जिसे हम अवधि 1 से 45 और चौड़ाई के 1 से 60 के रूप में मान सकते हैं कि पुर्लिन्स के लिए एंगल के ट्रायल सेक्शन से शुरू करने के लिए ठीक है तो गहराई और चौड़ाई को अवधि के 1 से 45 और अवधि के 1 से 60 के आधार पर माना जाता है और फिर एंगल सेक्शन की निश्चित मोटाई के साथ हमें इस Zp की आवश्यकता होती है और आप देखते हैं कि डिफ्लेक्शन मानदंड सुनिश्चित करने के लिए गहराई और चौड़ाई निर्दिष्ट मानों से कम नहीं होनी चाहिए डिफ्लेक्शन मानदंड सुनिश्चित करने के लिए ठीक है हमें इसे निर्दिष्ट वैल्यू से कम नहीं बनाना चाहिए ठीक है तो उसके बाद एक उपयुक्त सेक्शन अब हम एंगल सेक्शन के पैर की लंबाई की वैल्यू की गणना करने के लिए चयन कर सकते हैं और प्रदान किए गए सेक्शन का मॉडूलस गणना किए गए सेक्शन के मॉडूलस से अधिक होना चाहिए तो हमारे पास आवश्यक सेक्शन है यह है और कल्पित सेक्शन के आधार पर हमने सेक्शन मॉडूलस की गणना की है जो आवश्यक एक से अधिक होना चाहिए तो इस तरह से कोई पुर्लिन्स के लिए एंगल के सेक्शन का आकार तय कर सकता है ठीक है तो इस तरह से एंगल सेक्शन को डिजाइन किया जा सकता है तो पुर्लिन्स के लिए हमने देखा है कि आम तौर पर हम चैनल सेक्शन I सेक्शन या एंगल सेक्शन का उपयोग करते हैं और आमतौर पर हम चैनल या एंगल का उपयोग करते हैं तो चैनल सेक्शनस के लिए डिज़ाइन मानदंड पर चर्चा की जाती है इसी तरह डिज़ाइन मानदंड एंगल सेक्शन के लिए एक पुर्लिन्स मेम्बर के रूप में उपयोग करने के लिए अनुमानित डिज़ाइन मानदंड पर भी चर्चा की जाती है तो इस आधार पर मेम्बर का डिजाइन तैयार किया जाना चाहिए और अगली क्लास में हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि पुर्लिन्स सेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाए धन्यबाद